हेलो स्टूडेंटस अपनी अंतिम क्लास तक हमने पार्टीशन को परिभाषित किया साथ ही हमने रीमान इंटीग्रेशन रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस अप्पर लिमिट सम लोअर लिमिट सम तथा इन्हीं से जुड़ी चीजों का अध्ययन किया आज हम रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस से जुड़ी अन्य अवधारणाओं का अध्ययन करेंगे जिनमें से कुछ इंटीग्रेबिलिटी कंडीशनस होंगी जिनसे हमें किसी भी फलन के रीमान इंटीग्रेबल होने का पता चलता है और यदि आज के लेक्चर में समय बचा तो हम इंटीग्रल कैलकुलस कि कुछ फंडामेंटल थ्योरमस को भी पढ़ने का प्रयास करेंगे तो जैसा कि हमने अपनी अंतिम क्लास में संर्वत अंतराल ab के पार्टीशन P को लिया था जो बिंदुओं 𝑥0 𝑥1 से लेकर 𝑥𝑛तक से निर्मित था जहां 𝑎𝑥0𝑥1𝑥2 𝑥𝑛𝑏 तो हम यहां भी इसे ही एक पार्टीशन की तरह लेंगे हम इस पार्टीशन P के लिए नॉर्म परिभाषित करेंगे इसे हम इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि यह P के सभी उप अंतरालो 𝑥𝑖−1𝑥𝑖 i का मान 1 2 3 से लेकर n तक में सबसे बड़े अंतराल की लेंथ के बराबर होता है इसे हम बार नोटेशन द्वारा प्रदर्शित करते हैं हम इसे निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं max𝑥1 − 𝑥0𝑥2 − 𝑥1 𝑥𝑖 − 𝑥𝑖−1 𝑥𝑛 − 𝑥𝑛−1 तो इस प्रकार हम पार्टीशन P के लिए नॉर्म परिभाषित करते हैं आप इसे प्रदर्शित करने के लिए 𝜇𝑃 का प्रयोग भी कर सकते हैं तो जबकि अब हमने पार्टीशन के नॉर्म की परिभाषा पढ़ ली है तो अब हम 1 या 2 इंटीग्रेबिलिटी कंडीशन या रीमान इंटीग्रेबिलिटी कंडीशन पर आते हैं तो पहली कंडीशन इसमें हम रीमान इंटीग्रल को सम की लिमिट के तौर पर देखेंगे रीमान इंटीग्रल की इस परिभाषा या प्रतिरूपण से हमें इंटीग्रल को परिभाषित करने में मदद मिलेगी तो हम इसे एक थ्योरम रूप में निम्न प्रकार लिख सकते हैं तो थ्योरम के अनुसार यदि f ab पर परिभाषित एक बाउंडेड तथा इंटीग्रेबल फंक्शन है तो प्रत्येक धनात्मक 𝜖 के लिए एक धनात्मक 𝛿 इस प्रकार एग्जीस्ट करेगा कि प्रत्येक पार्टीशन 𝑃 𝑎 𝑥0 𝑥1 𝑥𝑛 𝑏जिसका नॉर्म ≤ 𝛿 तथा किसी भी r th अंतराल में हम यदि कोई भी बिंदु 𝜉𝑟 चुनते हैं अर्थात𝜉𝑟 ∈ 𝑥𝑟−1𝑥𝑟 तो तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस थ्योरम से हमें क्या पता चलता है तो थ्योरम के अनुसार यदि हमारे पास एक बाउंडैड फंक्शन f है जो अंतराल ab मे इंटीग्रेबल या रीमान इंटीग्रेबल भी है तो प्रत्येक छोटे से छोटे धनात्मक 𝜖 के लिए एक 𝛿 0 इस तरह का होगा ताकि उस प्रत्येक पार्टीशन P जिसके लिए नॉर्म 𝛿 हम r th अंतराल में एक ऐसा बिंदु 𝜉𝑟 ज्ञात कर पाएंगे कि इसका मान 𝜖 से छोटा होगा तो आपने देखा कि 𝜖 एक अर्बिट्ररी धनात्मक संख्या है अतः हम देखते हैं कि यह समाकलन और कुछ नहीं बल्कि है अतः हम इसे द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते है इस थ्योरम को प्रूव थोड़ा लंबा है इसलिए हम इसे करने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि यह BSc तथा BTech के काम का है अतः हम इसे प्रूव करने की बजाय यह समझने का प्रयास करेंगे कि यह थ्योरम क्या समझाना चाहती है तो चलिए हम यही करने के लिए फलन f के लिए पार्टीशन P पर सम SPf को लिखते हैं जहां 𝜉𝑟 𝑥𝑟−1𝑥𝑟 मे एक अर्बिट्ररी बिंदु है सम SPf को पार्टीशन P के रेस्पेक्ट में ab पर रीमान सम कहते हैं तो अब हम ऊपर दी गई थ्योरम को निम्न प्रकार भी लिख सकते हैं यदि एक फलन f किसी अंतराल ab मे बाउंडैड तथा इंटीग्रेबल है तो इंटीग्रल या का मान या P के नॉर्म के 0 की तरफ जाने पर S P f की लिमिट के बराबर होता है तो हम कह सकते हैं कि जैसे → 0 अर्थात या अंतरालो की लेंथ 0 की तरफ जाती है मतलब हम बहुत बहुत छोटे अंतराल लेते हैं इस स्थिति में चित्र की तरफ देखिए मानते हैं कि यह मेरा f है तथा xa तथा xb है तो इस स्थिति में यदि हम a से b तक डेफिनेट इंटीग्रल करते हैं तो हम क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं अब यदि मैं पार्टीशन P के नॉर्म को 0 की तरफ ले जाता हूं तो अर्थात जब मे उपअंतरालो को बहुत बहुत छोटा कर देता हूं इसका अर्थ हुआ कि n जोकि उपअंतरालो की संख्या को प्रदर्शित करता है वह बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा अर्थात मैं बहुत बहुत बड़ी संख्या में उपअंतराल लू यहां पर यह क्षेत्र यदि हम इसे 𝑥1 लेते हैं और आपने बहुत बड़ी संख्या में उपअंतराल लिए हैं तो यह छोटा सा क्षेत्र रैक्टेंगल मैं बदल जाता है और इसका क्षेत्रफल एक रैक्टेंगल के क्षेत्रफल के फार्मूले से 𝑓𝜉𝑟𝑥𝑟 − 𝑥𝑟−1 होगा तो असल में आप इंटीग्रल को बहुत से रैक्टेंगल्स के क्षेत्रफलों के योग में बदलते हैं तथा इन सभी रैक्टेंगल्स के क्षेत्रफलों का योग करने से आपको प्राप्त होता है तो जब आप 𝜇𝑃 को 0 की ओर ले जाते हैं तो असल में आप n को अनंत की ओर ले जा रहे होते हैं हम असल में यहां n को अनंत की ओर ले जा रहे हैं और यदि आप n को अनंत की ओर ले जाते हैं तो इसका अर्थ है आप उप अंतरालों की संख्या बढा रहे हैं और इस स्थिति में आप प्रत्येक उप अंतराल पर मूलतः रैक्टेंगल के क्षेत्रफल की गणना करते हैं और यदि आप इन सभी क्षेत्रफलों का योग करते हैं तो आपको फलन f के वक्र तथा बिंदुओं xa से xb का क्षेत्रफल प्राप्त होता है दाएं और के इंटीग्रल से हमारा यही अभिप्राय है यदि आप इस रीमानीयन सम का 𝑛 → ∞ लेते हैं तो असल में आपको फलन f का डेफिनिटी इंटीग्रल प्राप्त होता है यही हम प्रदर्शित करना चाहते थे कि यह रीमान सम किस प्रकार से डेफिनिटी इंटीग्रल से जुड़ा हुआ है थ्योरम का प्रूफ थोड़ा मुश्किल है लेकिन आपको किसी भी मानक इंटीग्रल कैलकुलस की किताब में अपर सम व लोअर सम का इस्तेमाल करते हुए यह प्रूफ मिल जाएगा यह इतना मुश्किल भी नहीं और आप आसानी से इसे समझ सकते हैं हालांकि एक व्याख्यायन के लिए हम उसके विवरण में नहीं जाएंगे किंतु रीमान सम व डेफिनिटी इंटीग्रल में संबंध को समझाने के लिए मैंने आपको यह बताया अब जबकि हम यह जानते हैं की रीमान सम व डेफिनिटी इंटीग्रल किस प्रकार से संबंधित हैं तो हम एक नए परिणाम की ओर चलते हैं जो कि इंटीग्रेबिलिटी का प्रतिबंध है तो रीमान इंटीग्रेबिलिटी का प्रतिबंध हम इसे एक अन्य परिणाम के रूप में निरूपित कर सकते हैं थ्योरम तथा किसका कथन है यदि अंतराल ab में बाउंडेड फलन f है तो फलन f तभी और केवल तभी रीमान इंटीग्रेबिल होगा जबकि प्रत्येक 𝜖 0 के लिए ऐसा कोई 𝛿 0 हो की ab के प्रत्येक ऐसे पार्टीशन P के लिए जहां ≤ 𝛿 हमारे पास अपर सम UPf तथा लोअर सम LPf का अंतर 𝜖 से छोटा हो तो इसका अर्थ है यदि आपको एक बाउंडेड फंक्शन f दिया गया हो और आप यह जानना चाहे की फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है अथवा नहीं तो आपको अपर सम तथा लोअर सम निकालना होगा पिछले व्याख्यायन में हमने अपर सम तथा लोअर सम निकालना सीखा था यदि इनका अंतर इस चुने गए 𝜖 से कम हो तो ऐसी स्थिति में वह विशिष्ट फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल कहा जाता है यह सही भी लगता है क्योंकि यदि आप सभी पार्टीशन P पर अपर सम का इनफीमम लेते हैं तो आपको अपर इंटीग्रल सम प्राप्त होता है और यदि आप ऐसे लोअर सम LPf का सुप्रीमम लेते हैं तो आपको लोअर इंटीग्रल सम प्राप्त होता है यहां हम दोनों के अंतर की बात कर रहे हैं और हम कहते हैं कि फलन रीमान इंटीग्रेबल होता है यदि लोअर इंटीग्रल सम तथा अपर इंटीग्रल सम समान हो तो यदि आप यह कहें कि अंतर 𝜖 से कम है अर्थात फलन रीमान इंटीग्रेबल है तथा आपके लोअर इंटीग्रल तथा अप्पर इंटीग्रल समान है तो वास्तविकता में इस कंडीशन से कुछ इस तरह का सेंस निकलता है जिससे हम यह कह सके की दिया गया फलन रीमान इंटीग्रेबल है या नहीं अब हम रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन कि कुछ प्रॉपर्टीस देखेंगे जैसे कि यदि कोई फलन बांडेड है तथा वह 𝑈𝑃 𝑓 − 𝐿𝑃 𝑓 𝜖 कंडीशन को संतुष्ट करता है तो वह रीमान इंटीग्रेबल होगा परंतु हमें फलन की और भी प्रॉपर्टीस जानी होंगी यदि हमें किसी भी फलन के बारे में यह कहना है कि वह रीमान इंटीग्रेबल है या नहीं तो अब हम कुछ प्रॉपर्टीस का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि यह परिणाम किस तरह से रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन से संबंधित हैं तो पहली प्रॉपर्टी पर आते हैं तो पहली प्रॉपर्टी या पहली थ्योरम है कि कंटीन्यूअस फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होते है क्योंकि प्रत्येक कंटीन्यूअस फंक्शन हमेशा बाउंडेड होते हैं और यदि कोई फलन बाउंडेड हे तो हमें बस यह दिखाना है कि 𝑈𝑃 𝑓 − 𝐿𝑃 𝑓 𝜖 हैं या नहीं और यदि ऐसा है तो यह फलन रीमान इंटीग्रेबल होगा इसका प्रूफ लंबा नहीं है किंतु आप किताब से देख सकते हैं मैं यहां केवल रीमान इंटीग्रेबल फंक्शनस के कुछ महत्वपूर्ण गुण धर्मों की सूची बना रहा हूं प्रूफ के लिए पहले व्याख्यायन में जो रेफरेंसेस दिए थे उनमें देखें उनमें आपको इन थ्योरम के प्रूफ मिल जाएंगे दूसरा गुणधर्म है कि यदि f ab पर एक मोनोटॉनिक फंक्शन है तो यह रीमान इंटीग्रेबल होगा मैं यह आशा करता हूं कि मोनोटॉनिक फंक्शन का मतलब आप सभी जानते होंगे तो एक मोनोटॉनिक फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग या स्त्रीक्त्ली इंक्रीजिंग या स्त्रीक्त्ली डिक्रीजिंग हो सकता है तो यहां 𝑓 ab पर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा यदि 𝑥1 ≥ 𝑥2 के लिए 𝑓𝑥1 ≥ 𝑓𝑥2 जहां 𝑥1 तथा 𝑥2 ab में 2 बिंदु है इसी प्रकार से हम मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग को परिभाषित कर सकते हैं अतः 𝑓 ab पर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा यदि 𝑥1 ≥ 𝑥2के लिए 𝑓𝑥1 ≥ 𝑓𝑥2 जहां 𝑥1 तथा 𝑥2 ab में 2 बिंदु है माना कि कोई फलन ab पर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो निश्चित ही यह बाउंडेड भी होगा और यदि यह बाउंडेड है तो हमें बस इतना प्रदर्शित करना होगा कि 𝑈𝑃 𝑓 − 𝐿𝑃 𝑓 𝜖 और तब रीमान इंटीग्रेबिलिटी सुनिश्चित हो जाएगी इसी प्रकार से माना कि कोई फलन ab पर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तब भी यह बाउंडेड होगा और यदि यह बाउंडेड है तो फिर हमें बस इतना प्रदर्शित करना होगा कि 𝑈𝑃 𝑓 − 𝐿𝑃 𝑓 𝜖 और तब रीमान इंटीग्रेबिलिटी सुनिश्चित हो जाएगी इस थ्योरम का प्रूफ भी रेफरेंसेस में दी गई किताबों में मिल जाएगा अगला गुणधर्म है थ्योरम 3 यदि f ab पर रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है और c ab में कोई भी बिंदु है तब f ac तथा cb में भी रीमान इंटीग्रेबल होगा और हम इंटीग्रल को इन दो इंटीग्रल के योग के रूप में भी लिख सकते हैं इसका अर्थ यह हुआ कि हम अंतराल ab में कितने भी बिंदु ले सकते हैं और इन उप अंतरालों पर इंटीग्रलस का योग फलन f का पूरे अंतराल ab पर इंटीग्रल होगा तो यहां न केवल c बल्कि आप अंतराल ab में कितने भी बिंदु ले सकते हैं और परिणाम समान रहेगा अगली थ्योरम में जो गुणधर्म है वह यह है कि यदि एक फंक्शन f संव्रत अंतराल ab पर रीमान इंटीग्रेबल है तो 𝑓2 भी रीमान इंटीग्रेबल होगा इसी प्रकार से यदि 𝑓2 रीमान इंटीग्रेबल है तो आप यह प्रदर्शित कर सकते हैं कि 𝑓3 या 𝑓4 भी रीमान इंटीग्रेबल होंगे इसका अर्थ है यह गुणधर्म आगे चलता जाएगा चलता जाएगा फिर से इसके प्रूफ के लिए रेफरेंसेस देख सकते हैं तो हमने देखा की रीमान इंटीग्रेबिलिटी किस तरह से रिमानन सम तथा डेफिनेट इंटीग्रल से कनेक्टेड है साथ ही हमने किसी फलन के रीमान इंटीग्रेबल होने के लिए नेसेसरी तथा सफिशिएंट कंडीशन देखी और साथ ही रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीस का अध्ययन किया तो आज का व्याख्यान हम यहीं समाप्त करते हैं और अगली क्लास में हम रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन की प्रॉपर्टीस का अध्ययन जारी रखेंगे धन्यवाद